इंजीनियरिंग गणित के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम मीन वैल्यू थ्योरम पर चर्चा करेंगे तो आइए जानते हैं कि हम किन अवधारणाओं पर बात करेंगे तो हम लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पर चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जोकि पिछले व्याख्यान का विस्तार है जहां हमने रोल्स थ्योरम Rolle's theorem का अध्ययन किया था और यहाँ एक अन्य सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम अथवा कौशी मीन वैल्यू थ्योरम है जिस पर आज के व्याख्यान में चर्चा की जाएगी तो आइए पिछली श्रृंखला को जल्दी से दोहराते हैं यदि कोई फ़ंक्शन f क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है और बिंदु a b पर फ़ंक्शन वैल्यू बराबर है तो फिर ओपन इंटरवल a b के अंदर एक संख्या c मौजूद होती है जिस पर डेरिवेटिव खत्म हो जाता है इस चित्र से ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन स्पष्ट है तो हमारे पास एक फंक्शन f है जोकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तथा a और b दोनों पर फ़ंक्शन वैल्यू समान हैं तब यहाँ एक बिंदु c मौजूद है जहाँ टेंजेंट x अक्ष के समानांतर है तो अब लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पर आते हैं हमारे पास फ़ंक्शन f है जोकि रोल्स की थ्योरम Rolle's theorem की पिछली स्थितियों के समान कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है तीसरी शर्त जहां फ़ंक्शन दो अंतिम बिंदुओं पर बराबर था यहां आवश्यक नहीं है तो यह अधिक सामान्य और कम प्रतिबंधात्मक है और इस स्थिति में फिर से कम से कम एक संख्या c ओपन इंटरवल a b में मौजूद है जिसका भागफल यहाँ f b f ab a बिंदु c पर डेरिवैटिव के बराबर है तो आइए हम पहले लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर चर्चा करें तो अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो किसी इनटर्वल a b में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो आइए देखते हैं कि यहाँ भागफल क्या है तो अगर आप इन दो बिंदुओं f और f को जोड़ते हैं तब हम इस लाइन सेगमेंट को प्राप्त करते हैं तो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या है आइए हम गणना करते हैं तो इस स्थिति में अगर मैं इस त्रिभुज को बनाता हूँ तो यहाँ ऊँचाई f होगी क्योंकि यहाँ से इस बिन्दु की दूरी f है और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी f है इसलिए f f इस त्रिभुज की ऊँचाई है और यहाँ आधार b a है क्योंकि यह इस बिंदु तक b है और इस बिंदु तक यहाँ इस बिंदु का कोऑर्डिनेट f है यहाँ यह दूरी b a और यह f f है तो यहाँ भागफल f f जोकि b a है जो स्पेस द्वारा विभाजित एक परपेंडिकुलर है इस कोण की टेंजेंट होगी तो मूल रूप से यहाँ यह एक्सप्रेशन f f b a है जो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप है जो हमने कर्व के इन दो अंत बिंदुओं को मिलाकर बनाया है और यह थ्योरम कहता है कि यह f के बराबर होगा तो डोमेन a से b में किसी बिंदु पर स्लोप होगी तो इसका ज्योमैट्रिकल अर्थ यह है कि वहाँ कम से कम एक टेंजेंट होगी इस विशेष मामले में हम इन तीन टेंजेंट को देख सकते हैं जो इस लाइन सेगमेंट के समानांतर हैं तो इस लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का कहना है कि कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जहां इन दो बिंदुओं जोकि कर्व के अंतिम छोर हैं को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट इस टेंजेंट के समानांतर होगी इसलिए जैसा कि मैंने यहाँ दूसरे शब्दों में लिखा है इस इंटरवल में कम से कम एक टेंजेंट है जो उस लाइन सेगमेंट के समानांतर है जोकि कर्व के अंतिम बिंदुओं से गुजरती है यदि हम इस फ़ंक्शन पर विचार करते हैं तो प्रमाण बहुत सरल है xfx fb f ab ax इसलिए यदि आप इस फ़ंक्शन पर ध्यान से देखेंगे तो यह मूल रूप से दो फ़ंक्शन f और x में से कुछ कांस्टेंट घटाव का अंतर है तो यदि f क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल है और x भी एक फंकशन है जोकि उन इनटर्वल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो यह अन्तर भी क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल होगा इस फ़ंक्शन को यहां स्थिर करने के लिए किया गया है क्योंकि यदि आप यहां गणना करेंगे तब महसूस करेंगे बिंदु a पर तथा बिंदु b पर दोनों के वैल्यू समान हैं तो a पर कुछ और नहीं बल्कि fa fb f ab aa तो अगर मैं इसे सरल कर दूं तो यह b f a f और फिर माइनस a f a f हो जाएगा और जब इसे b − a से विभाजित किया गया तो यह af रद्द हो जाएगा और फिर हमें b f a f b − a मिलेगा और अब अगर मैं यहां f की गणना करता हूं तो यहाँ आपके पास तब f माइनस f −f और इसे b−a द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर यहां b आता है तो अगर मैं अब इसे सरल करता हूं b f b a f b b f bb f a b a तो इस मामले में यह b f कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है b f a a f b b a पहले मामले में भी हमें मिला b f a a f b b a इसलिए फ़ंक्शन a और b पर समान वैल्यू ले रहा है और अगर हम फिर से रोल्स थ्योरम Rolle's theorem की कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल के अलावा स्थिति देखते हैं जो कहती है कि फंक्शन का वैल्यू दोनो छोर बिंदुओं पर समान वैल्यू होना चाहिए तो इस मामले में यह फ़ंक्शन f रोल्स थ्योरम Rolle's theorem की सभी स्थितियों को संतुष्ट करता है और इसलिए हम इस फ़ंक्शन के लिए रोल्स के थ्योरम Rolle's theorem को लागू कर सकते हैं तो अब अगर हम यहाँ ϕ के डेरिवेटिव को x माइनस के डेरिवेटिव के बराबर लेते हैं तो यह कांस्टेंट है तो यहाँ f f और जब इसको b a से विभाजित किया जाएगा तब x का डेरिवेटिव 1 होगा और रोल्स थ्योरम Rolle's theorem का कहना है कि यहाँ एक बिंदु होगा जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा तो इस मामले में अब यदि हम रोल्स की थ्योरम Rolle's theorem लागू करते हैं तो ϕ 0 होगा और कुछ c के लिए ओपन इंटरवल a b में यह 0 होगा और यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है जिससे f बराबर होगा fb fb a0 इसलिए इस फंक्शन का निर्माण लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण था और यह यहाँ रोल्स थ्योरम Rolle's theorem के सभी गुणों को संतुष्ट करता है और हम इस फंक्शन के लिए रोल्स की थ्योरम Rolle's theorem लागू कर सकते हैं जिससे कि हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का वांछित परिणाम मिला यहाँ एक और सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम है जिसे कौशी मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है यहां हम एक के बजाय दो फंक्शन पर विचार करेंगे तो अगर f और g क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं और यहां g पर एक और स्थिति है कि g जोकि g का डेरिवेटिव है इंटरवल में कहीं भी खत्म नहीं होता है तब ओपन इंटरवल a b में एक बिंदु c मौजूद होगा जिस पर यह कौशी थ्योरम fb fgb g बिंदु c पर इस f और g के डेरिवेटिव के अनुपात के बराबर होगी यह प्रमाण फिर से लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के पहले के प्रमाण के समान है और इस स्थिति में हम इस फ़ंक्शन को ऐसे स्थापित करते हैं या इस तरह से परिभाषित करते हैं कि यह f− f माइनस भागफल के बराबर है जोकि इस कौशी मीन वैल्यू थ्योरम के परिणाम में आने वाला है और इसका गुणन g − g से होता है तो फिर से वही तर्क f और g क्लोसड इंटरवल a b में कंटिन्यूस हैं और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल हैं Student भी दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है इसके अलावा अगर हम यहां देखें कि बिंदु a पर क्या है तो f f शून्य है और यहाँ g − g भी 0 है सब कुछ 0 है तो 0 है और f − f है और g− g है तो यह g g इस g g के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें f f माइनस f f मिलेगा जो फिर से 0 है तो इस स्थिति में 0 है और भी 0 है और रोल्स थ्योरम Rolle's theorem की सभी स्थितियों को पूरा करता है और इसलिए हम इस फ़ंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम Rolle's theorem को लागू कर सकते हैं तो अब रोल्स थ्योरम Rolle's theorem को लागू करते हैं लेकिन इससे पहले यहां एक बिंदु है जिस पर हमें यह बताना होगा कि यहाँ अच्छी तरह से परिभाषित है क्योंकि यह g g 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब है g g के बराबर नहीं होना चाहिए सवाल यह है कि g g के बराबर क्यों नहीं हो सकता है हमने इस कौशी मीन वैल्यू थ्योरम की मान्यताओं में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह का प्रतिबंध नहीं बनाया है लेकिन फिर से एक अतिरिक्त स्थिति थी कि g इंटरवल के अंदर कहीं भी खत्म नहीं होता है तो अगर इस केस में यह g g के बराबर है तो हम फिर से फंक्शन g के लिये रोल्स का थ्योरम Rolle's theorem लगा सकते हैं जो कहेगा कि यहाँ ओपन इंटरवल a b में एक बिंदु c होगा जहां डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा लेकिन थ्योरम की धारणा के अनुसार g इंटरवल के अंदर कहीं भी खत्म नहीं होता है तो यह बराबर नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी जब यह g g के बराबर हो जाएगा और यह अनन्त हो जाएगा इसलिए फंक्शन सुपरिभाषित तथा डिफरेंशिएबल है यह कंटिन्यूस और g के बराबर है इसलिए रोल्स की थ्योरम Rolle's theorem की सभी स्थितियां इस फ़ंक्शन को संतुष्ट करती हैं यदि हम अब रोल्स के थ्योरम Rolle's theorem को फ़ंक्शन पर लागू करते हैं तो हमें इसका परिणाम ठीक वही मिलेगा जो यहाँ दिया गया है क्योंकि ϕ f का डेरिवेटिव होगा और फिर यह एक कांस्टेंट है और g का डेरिवेटिव है तो यह फिर से क्या होगा तो यदि मैं इस बिंदु की बात करूं ϕxfx fb fagb gagx और रोल्स थ्योरम Rolle's theorem का कहना है कि बिंदु x c के बराबर होने पर यह 0 के बराबर है तो फिर हमें क्या मिलता है ϕ और g का अनुपात बराबर है fb f g g तो वह कौशी मीन वैल्यू थ्योरम या सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम है इसलिए यदि अब हम कौशी मीन वैल्यू थ्योरम के ज्योमैट्रिकल अर्थ की चर्चा करते हैं तो अब यहाँ हम इस पैरामीट्रिक कर्व पर विचार करते हैं जोxg द्वारा दिया गया है g यहां दिया गया फ़ंक्शन है लेकिन मैंने यह पैरामीटर t यहां समाविष्ट किया है जो आमतौर पर पैरामीट्रिक कर्व के लिए उपयोग किया जाता है और y अन्य फ़ंक्शन f के बराबर है और t की लिमिट क्लोसड इंटरवल में a से b तक है तो इस पैरामीट्रिक कर्व का आप t के अलग अलग मानों को रखकर पता लगा सकते हैं इसलिए यदि उदाहरण के लिए t a है हमारे पास इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट g और y कोऑर्डिनेट f है तो यह बिंदु g f है और फिर अगर हम t के अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो हम मूल रूप से इस कर्व पर आगे बढ़ेंगे जिससे कि हम इस कर्व का पता लगाएंगे जब तक हम यहां अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच जाते तब t b के बराबर है जोकि g f द्वारा दिया जाता है तो ज्योमैट्रिकल लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के पहले के परिणाम के समान है इसलिए यदि हम इस लाइन सेगमेंट द्वारा इन दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तो यह थ्योरम कहता है सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट का स्लोप इसके द्वारा दिया जाएगा fb f g b g उसी तर्क के जैसा जो हमने पहले चर्चा की है ऊँचाई f f होगी और इस त्रिभुज का आधार g g होगा तो यह इस लाइन सेगमेंट का स्लोप है और फिर यहाँ राइट हैंड साइड कहता है कि इस कर्व पर कम से कम एक बिंदु होगा जहाँ टेंजेंट इस भागफल रेखा के समानांतर होगी इसलिए यदि आप इस पर ध्यान दें तो यह f g और कुछ नहीं बल्कि टेंजेंट का किसी बिंदु c पर स्लोप है क्योंकि स्लोप की गणना यहां किसी बिंदु पर की जाएगी जो यहाँ dy dx पैरामीट्रिक कर्व के बराबर है इसलिए यह dy dt विभाजित dx dt या y विभाजित x होगा और यह y मूल रूप से f है इसलिए यहां आपके पास f g है यह थ्योरम कहता है कि इनटर्वल में कहीं एक बिंदु होगा जिस पर t c के बराबर है तो हमको इस टेंजेंट का ये स्लोप यहाँ fg के रूप में मिलेगा और अब संक्षेप में जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा तो हमने सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम पर चर्चा की जो यह था fb fgb gfcgc और अब क्या होगा अगर x है तो g x का अर्थ है कि यहाँ आपके पास यह g b है और यह g a और g यहाँ सिर्फ 1 होगा तो इस स्थिति में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या मिलेगा क्योंकि वह निष्कर्ष होगा fb fb afc तो इस विशेष स्थिति में जब हम g x लेते हैं तो हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगा और अगर हम f f लेते हैं तो इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा अतिरिक्त स्थिति जो हमारे पास रोल्स थ्योरम Rolle's theorem के लिए है तो f −f यह यहाँ 0 हो जाएगा और फिर हमें f 0 मिलेगा तो यह सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम है और एक विशेष स्थिति के रूप में अगर हम फंक्शन g x लेते हैं तो हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगा और फिर से अगर हम एक और स्थिति जोड़ते हैं कि f f तो हमें रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम Rolle's mean value theorem मिलेगा जो f 0 है अब हम कुछ उदाहरणों पर जाएँगे पहले में मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हैं हम दिखाएंगे कि यह इनइक्वेलिटी cos ex−cos ey ≤ x−y जहाँ x y ≤ 0 है तो पहले हम बात करते हैं जब दोनों बराबर हैं x y बराबर हैं तो स्वाभाविक रूप से यह cos ex−cos ey शून्य के बराबर है तो जब x और y दोनों समान हैं तो इनइक्वेलिटी स्वाभाविक रूप से संतुष्ट है इसलिए हम उस स्थिति पर विचार करेंगे जब वे समान नहीं होंगे और अब हम एक और फंक्शन f cos et पर विचार करते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि हम मीन वैल्यू थ्योरम से इस cos ex−cos ey को साबित करना चाहते हैं इसलिए यदि आप इस इनटर्वल x y में इस फ़ंक्शन f coset पर विचार करते हैं और स्वाभाविक रूप से हमने मान लिया है कि x ≠ y और अब हम इस परिणाम के लिए मीन वैल्यू थ्योरम लागू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा cos ex−cos ey x माइनस y के बराबर है इस ओपन इंटरवल x y में कुछ बिंदु होंगे और इस भागफल का वैल्यू f के बराबर होगा तो यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है और अब हम इस डेरिवेटिव का अनुमान लगाएंगे क्योंकि डेरिवेटिव से हम f cos et की गणना कर सकते हैं तो दोनों पक्षों का एब्सॉल्यूट वैल्यू लेने पर हमें यह cos ex−cos ey मिलता है और यह एब्सॉल्यूट वैल्यू दाईं ओर ले जाने पर x −y का एब्सॉल्यूट वैल्यू और f का एब्सॉल्यूट वैल्यू मिलता है तो f और कुछ नहीं है यह n −sin et×et है इसलिए एब्सॉल्यूट वैल्यू के कारण हमने इस sin को ध्यान में नहीं रखा है तो हमारे पास ec sin ec है क्योंकि यह डेरिवेटिव बिंदु c पर ज्ञात किया जाना है इसका तात्पर्य यह है यदि हम इस एक्सप्रेशन का अधिकतम वैल्यू यहां लेते हैं तो c x से y में बदलता है तो हमने इस x से y में c लिया है और हम इस एक का वैल्यू अधिकतम लेंगे और ध्यान दें कि c इस x y ओपन इंटरवल से संबंधित है इसलिए यह मूल रूप से एक नेगेटिव संख्या c 0 है क्योंकि x और y दोनों 0 से कम या 0 के बराबर हैं और इसलिए c ओपन इंटरवल में 0 से कम होगा तो sin हमेशा 1 द्वारा स्थापित किया जाता है इसलिए हमारे पास sin फंक्शन ≤1 है और ec इस एक्स्पोनेंशियल फंक्शन में c हमेशा 1 से कम होगा क्योंकि e0 1 और 0 है और सभी नेगेटिव वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 1 से कम है इसलिए पॉजिटिव मानों के लिए इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा तो यह हर हालात में 1 से कम है यह ≤1 है तो इस डेरिवेटिव का अधिकतम वैल्यू 1 है तो ये इनइक्वेलिटी cos ex−cos ey x y के एब्सॉल्यूट वैल्यू से कम है जिसे हम यहाँ साबित करना चाहते हैं दूसरे उदाहरण में हम ये मानेंगे कि यह f क्लोसड इंटरवल 2 से 2 में डिफरेंशिएबल है और वैल्यू 2 पर 1 दी गयी है और f 5 पर 2 दिया गया है और यहाँ f के बारे में एक और जानकारी दी गयी है इस इंटरवल 2 से 2 में x के सभी वैल्यू के लिए f 1 से सीमित है और मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करके हम फंक्शन के वैल्यू को 0 पर ज्ञात करना चाहते हैं यदि हम इस समस्या को देखें और हम f का वैल्यू खोजना चाहते हैं तो हमें 2 से 0 तथा 0 से 2 इनटर्वल में मीन वैल्यू थ्योरम या लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लगाने की आवश्यकता है और फिर हम इस f पर कुछ अनुमान प्राप्त करेंगे तो अगर हम इनटर्वल 2 से 0 पर लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम लागू करते हैं तो हमें मिलता है f0 f0 ओपन इंटरवल 2 से 0 में कोई c1 मौजूद होगा जहां पर यह वैल्यू एक बिन्दु पर डेरिवेटिव के वैल्यू के बराबर हो जाएगा यह डेरिवेटिव यहाँ f 1 से सीमित है इसलिए हम इस f के अनुमान को जानते हैं यह हमेशा 1 और 1 के बीच होता है तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या होगा f 1 है इसलिए f 0 12 f 12 1 और 1 के बीच आता है क्योंकि यह डेरिवेटिव के बराबर है और डेरिवेटिव ≤1 एब्सॉल्यूट वैल्यू से सीमित है तो यह एक्सप्रेशन यहाँ −1 और 1 के बीच स्थित है अब यदि हम 2 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं या हम यहाँ इस इनइक्वेलिटी को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 2≤ f 1 ≤2 प्राप्त होगा और फिर हम 1 को इस इनइक्वेलिटी में जोड़ सकते हैं तो हम यहाँ 3≤ f प्राप्त करेंगे और यहाँ माइनस 2 प्लस 1 था इसलिए 1 और फिर यहाँ 2 और फिर प्लस 1 से हमें 3 मिलेगा तो इस इनइक्वेलिटी से हमें मिलेगा −1≤ f≤3 फिर से अगर आप इनटर्वल 0 से 2 में लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हैं तो इनटर्वल 0 से 2 में हम प्राप्त करेंगे f2 f2 0 किसी बिंदु c2 पर पहले डेरिवैटिव के बराबर है तो यहाँ f 5 है तो फिर 5 f2 हमारे पास f 5 है और यह f से घटाओ और फिर 2 से विभाजित किया गया है और यह वैल्यू फिर से माइनस 1 और 1 के बीच सीमित है इसलिए हमें यहां यह मिला है 2≤5 f0≤2 तो इसका अर्थ है कि यह 7≤ f0≤ 3 इसलिए यदि आप यहां 1 से गुणा करते हैं तो इनइक्वेलिटी बदल जाएगी तो फिर 7≥f0≥3 यह इनइक्वेलिटी अब हमें f ≥ 3 और ≤7 मिलेगी यह कहती है कि f ≥ 3लेकिन ≤7 है पिछली इनइक्वेलिटी कहती है कि f ≤3 है तो इन दो इनइक्वेलिटी से यहाँ f ≤ 3 और f ≥ 3 जिससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि f 3 होना चाहिए इस प्रकार हमें मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करके फ़ंक्शन का वैल्यू 0 पर मिला है जब हमें उन डेरिवेटिव और अंतिम बिंदुओं पर वैल्यू दिया गया था और अब यह है अंतिम उदाहरण फ़ंक्शन f जो अब संतुष्ट करता है कि डेरिवैटिव 15 x2 और f 2 अब हम f की सीमा का अनुमान लगाने के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करना चाहते हैं तो इस मामले में f का सटीक वैल्यू संभव नहीं है इसलिए हम f के नीचे और ऊपर की सीमा का अनुमान लगाएंगे फिर से यदि हम 0 से 1 के इनटर्वल में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करते हैं क्योंकि हम 1 का अनुमान लगाने चाहते हैं तो हमें f f के अंतर से इसे विभाजित करना होगा वहाँ कोई बिंदु होगा जिसका वैल्यू उस बिंदु पर डेरिवेटिव के बराबर होगा तो इस इनइक्वेलिटी 1 से f1 f2fc अब डेरिवेटिव क्या है डेरिवेटिव है 15 x2 अतः fc15 c2 अब ध्यान दें कि यहाँ c 0 और 1 के बीच है तो इसका लोअर बाउण्ड 15 c2 तब प्राप्त किया जाएगा जब ये c 0 के पास पहुंचता है इसका मतलब है यह मान हमेशा 15 से अधिक है और जब c इंटर्वल में इस अधिकतम वैल्यू के रूप में 1 आता है इस स्थिति में यह 4 हो जाएगा और यह 1 का अधिकतम वैल्यू ¼ होगा तो अब हम जानते हैं कि डेरिवेटिव 15 और 14 के बीच है तो यहाँ डेरिवैटिव f क्या है इसके साथ ही हमें यह ज्ञात हुआ कि इनइक्वेलिटी f 2 15 और 14 के बीच है तो हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं और यहां भी इसे दाईं ओर जोड़ना होगा इस प्रकार यह हमें 115≤ f और फिर यदि हम 2 जोड़ते हैं तो यह 94 होगा इसलिए हमें f पर अनुमान मिला कि यह 115 और 94 के बीच है तो ये यहाँ हमारे उपयोग किए गए संदर्भ हैं पिस्कुनोव डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस और क्रेस्ज़िग एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स Piskunov Differential and Integral Calculus and Kreyszig Advanced Engineering Mathematics निष्कर्ष के लिए आज के व्याख्यान में हमने सामान्यीकृत मीन वैल्यू थ्योरम सीखा है और एक विशेष मामले के रूप में जब हम इस g को दूसरे फ़ंक्शन x के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम मिलेगा और यदि हम एक और धारणा लेते हैं कि f f तो यह रोल्स थ्योरम Rolle's theorem होगा जो कहता है कि f 0 है आज के व्याख्यान के लिए धन्यवाद